सुप्रभात और एनर्जी कंजर्वेशन एंड वेस्ट हीट रिकवरी के अगले व्याख्यान में आपका स्वागत है आज हम क्या करेंगे हम इसके बारे में बात करेंगे या हम एक नया विषय उठाएंगे जो इंकिनरेशन प्लांट्स से हीट रिकवरी है तो यह वही है जो मैंने यहां लिखा है यह इंकिनरेशन प्लांट्स से हीट रिकवरी अब एक इनसिनरेटर क्या है इसलिए अगर आपके पास अपशिष्ट सामान है तो यह घरेलू अपशिष्ट हो सकता है यह नगरपालिका अपशिष्ट हो सकता है यह औद्योगिक अपशिष्ट हो सकता है और इसी तरह इसलिए कई बार जो किया जाता है या बहुत सामान्य रूप से जो किया जाता है वह यह है कि जो कुछ भी इसमें से उपयोगी होता है हम निकाल सकते हैं और उसे जला दिया जाता है और इसे एक इनसिनरेटर में जला दिया जाता है तो इनसिनरेटर एक इनसिनरेटर का मूल उद्देश्य जलाना या भस्मक है तो यह अंत में जलाया जाता है क्योंकि हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है जलाना निश्चित रूप से अच्छा नहीं है लेकिन हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है क्योंकि इस सामान को अगर अभी छोड़ दिया जाता है तो अन्यथा पर्यावरण पर खतरनाक प्रभाव पड़ता है तो यही कारण है कि इंकिनरेशन प्लांट मौजूद हैं और इन अपशिष्टों को इसी में जलाया जाता है तो आइए हम उस भस्मक को लिखें तो उद्देश्य खतरनाक अपशिष्ट को जलाना है और जो हम अपशिष्ट गर्मी वसूली बिंदु से देखने जा रहे हैं वह यह है कि जब कुछ भी जलाया जाता है तो हमें बहुत अधिक गर्मी मिलती है या बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होती है इसलिए इसे बेकार जाने देने के बजाय उस गर्मी का उपयोग किया जा सकता है जैसे किसी उपयोगी प्रक्रिया के लिए किसी अन्य प्रक्रिया को गर्म करने के लिए या बिजली बनाने के लिए पावर प्लांट में बॉयलर को गर्म करने के लिए तो हमारा उद्देश्य यह है कि निकली हुई गर्मी का उपयोग भाप या पहले से गरम हवा के उत्पादन के लिए किया जा सकता है या कुछ अन्य तरल पदार्थ वगैरह को गर्म करने के लिए इसे केंद्रीय ताप इकाई कहा जा सकता है हम इस गर्मी का उपयोग कर सकते हैं यदि हम उस गर्मी का कुशलता से परिवहन कर सकते हैं तो इनसिनरेटर यह उन उपकरणों का एक टुकड़ा है जो अपशिष्ट उत्पादों के निपटान में सहायता करता है जिन्हें किसी प्रक्रिया में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है या किसी अन्य उपयोगी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है तो अगर आप इनसिनरेटर के प्रकारों को देखते हैं तो आप जानते हैं कि फ्यूम इनसिनरेटर लिक्विड इंक्रीरेटर और सॉलिड इंक्रीरेटर के बारे में बात करते हैं इसलिए जैसा कि नाम से पता चलता है कि धूआं इनसिनरेटर गैसों को भस्म करने के लिए है तरल इनसिनरेटर तरल पदार्थ भस्म करने के लिए है और ठोस इनसिनरेटर जो सबसे आम है और आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है ठोस अपशिष्ट भस्म करने के लिए है तो गैसीय अपशिष्ट तरल अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट यह तीन हैं इसलिए यदि आप ठोस कचरा जला रहे हैं तो यह एक ठोस इनसिनरेटर है इसी तरह लिक्विड और गैस के लिए हम इसे लिक्विड इनसिनरेटर और फ्यूम इनसिनरेटर कहते हैं इसलिए हम इस व्याख्यान में क्या करेंगे हम सिर्फ 3 उदाहरणों को देखने जा रहे हैं हम 3 उदाहरणों पर चर्चा करने जा रहे हैं धूआं इनसिनरेटर तरल इनसिनरेटर और ठोस इनसिनरेटर तो हम धूआं इनसिनरेटर से शुरू करते हैं और मैं पहले स्कीमैटिक बनाता हूं मैं कहूंगा कि हम यहाँ इनसिनरेटर में क्या कर रहे हैं तो मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं जहां एक दहन कक्ष है तो एक पुनरावर्ती हीट एक्सचेंजर है जो मुझे विश्वास है कि आप सभी अब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आपने इस पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में हीट एक्सचेंजर का अध्ययन किया है तो हमारे पास वह है जिसे हमने वेस्ट हीट बॉयलर कहा है तो आइए हम इस बात पर ध्यान दें कि मैं जो करने जा रहा हूं तो पहले मैं 3 अलग अलग रंगों का उपयोग करने जा रहा हूं ताकि द्रव धाराओं और फिर बायलर को निरूपित किया जा सके तो हम क्या कर रहे हैं तो इस उदाहरण में यह एक मैलिक है यह एक गैस है मैं हरी स्याही का उपयोग करूंगा और हम यह कहें कि यह पूंछ या धूआं गैस है मैं जिस विशेष उदाहरण के बारे में बात कर रहा हूं वह मैलिक एनहाइड्राइड है जो n ब्यूटेन के ऑक्सीकरण के कारण मिलता है और पॉलिएस्टर उद्योग में उपयोग किया जाता है तो हम कहते हैं कि मैं इस मैलिक एनहाइड्राइड का धूआं प्राप्त कर रहा हूं हम इसे एक पुनरावर्ती हीट एक्सचेंजर के माध्यम से पास करते हैं मैं यह दिखाने जा रहा हूं कि यह एक पुनरावर्ती हीट एक्सचेंजर के माध्यम से जाता है जहां यह गर्मी उठाता है और एक दहन कक्ष में आता है जहां इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाया जाता है और इसका दहन किया जाता है तो यहां जो कुछ भी आता है वह एक गर्म गैस है और मैं कुछ तापमान नीचे लिखने जा रहा हूं यह 750 डिग्री है यह कम तापमान 43oC है तो यह एक धूआं गैस है जो हानिकारक है अन्यथा आप इसे पर्यावरण में भेज देते लेकिन मैं इसे हीट एक्सचेंजर में उपयोग कर रहा हूं गर्म कर रहा हूं और फिर इसे पुनरावर्ती हीट एक्सचेंजर से एक दहन कक्ष में प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर उपयोग कर रहा हूं ऐसा होता है कि दहन कक्ष से निकलने वाली यह गर्म गैस गर्मी को खो देगी और इसलिए तापमान लगभग 450oC तक हो जाएगा अभी भी काफी गर्म है तो यह उसके माध्यम से पारित किया जाता है जिसे हम अपशिष्ट गर्मी बॉयलर कहते हैं जहां पानी आता है और जो निकलता है वह भाप है और इस भाप का उपयोग पॉलिएस्टर प्रक्रिया में फिर से किया जा सकता है तो आप इसे एक पॉलिएस्टर प्लांट में देखेंगे यह भाप है जिसे हम उत्पन्न कर रहे हैं लेकिन इसे परोक्ष रूप से गर्म किया जा रहा है अन्य चीजों के साथ इसे गर्म किया जा रहा है और यह तथ्य है कि हम वहां भाप पैदा कर रहे हैं पॉलिएस्टर प्रक्रिया से निकलने वाली धूआं गैस का एक योगदान है और यहां जो निकलता है वह निकास गैस है और मैं कहूंगा कि यह 250oC पर है तो यह एक धूआं इनसिनरेटर का एक उदाहरण है धूआं इनसिनरेटर क्या हम यहाँ फिर से देख रहे हैं हम कह रहे हैं वह मैलिक एनहाइड्राइड है जो बीच में पॉलिएस्टर संश्लेषण में उपयोग किया जाता है यह n ब्यूटेन के ऑक्सीकरण से या n ब्यूटेन उत्प्रेरक ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है तो यह लगभग 43oC पर है जो पुनर्नवीनीकरण हीट एक्सचेंजर की ओर बह रहा है जहां यह अच्छी तरह से गर्म हो जाता है माफ करना मैं तापमान लिखना भूल गया यह तापमान 350oC के आसपास है फिर क्या होता है यह गर्म गैस दहन कक्ष मैं जाती है जहां इसे प्राकृतिक गैस के साथ दहन किया जाता है और ज्यादातर दहन कक्ष के बाहर आने वाले दहन कक्ष के उत्पाद CO2 और पानी होगा यह फिर दहन कक्ष को छोड़ देती है और उसी गर्म गैस का उपयोग पुनर्नवीनीकरण हीट एक्सचेंजर में गर्म तरल पदार्थ के रूप में किया जाता है और जो वास्तव में धूआं गैस को गर्म कर रहा है ठीक है जो निकलता है वह 450oC है और 450 डिग्री सेल्सियस पर गैस को अपशिष्ट गर्मी बॉयलर में इस्तेमाल किया जहां भाप उत्पन्न होती है जो अप्रत्यक्ष रूप से पॉलिएस्टर प्रक्रिया के लिए उपयोग की जाती है तो यह भाप पॉलिएस्टर प्सिंथेसिस प्रक्रिया में जाती है और उसी के उत्पाद से यह धूआं गैस मैलिक एनहाइड्राइड की पूछ बन जाता है जो अप्रत्यक्ष रूप से उष्मा उत्पन्न करने में भी एक भूमिका निभाती है जिसका उपयोग उसी प्रक्रिया के लिए आवश्यक भाप के इस उत्पादन के लिए किया जाता है तो क्या अद्भुत विन्यास और कहा जा रहा है कि टेल फ्यूम गैस केवल भाप उत्पन्न करती है क्योंकि यह कम तापमान पर है लेकिन इसे देखें और यदि आप इसे गर्म करते हैं और इसे दहन कक्ष में पास करते हैं फिर यह दोनों गर्मी के स्रोत के रूप में कार्य करते है जो अंत में भाप बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और यह इस हानिकारक गैस को भी निष्क्रिय कर देता है जो अन्यथा पर्यावरण में जा सकती थी तो यह एक धूआं इनसिनरेटर का एक उदाहरण है तो अगला जो हम देखने जा रहे हैं वह एक तरल अपशिष्ट इनसिनरेटर है तो अब हम एक तरल अपशिष्ट इनसिनरेटर को देखते हैं यह तरल पदार्थ हाइड्रोकार्बन विनाइल क्लोराइड मिथाइल ब्रोमाइड हो सकता है जो सीधे पर्यावरण के वातावरण में जारी नहीं किया जा सकते हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे यह एक साधारण मामला है तो हम यहाँ कहते हैं मेरे पास इनसिनरेटर है और फिर मैं अभी इसे बनाता हूं और यह आपको जाना पहचाना लगेगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह वैसा है जैसा हमने बॉयलर में देखा है इसलिए निश्चित रूप से मैं यहां अपशिष्ट गर्मी बॉयलर के बारे में बात कर रहा हूं और फिर मैं इसे आगे बनाता हूं तो यह एक इनसिनरेटर है तो इनसिनरेटर में क्या आता ह गैसीय तरल जहां यह धूएं उत्पन्न करने के लिए जलाया जाता है और आपके पास क्या है यह एक बॉयलर है इसलिए अनिवार्य रूप से आपके पास आने वाला पानी है यह मेरा इकोनोमाइजर है यह मेरा बॉयलर है और यह मेरा सुपर हीटर है तो जो आता है वह भाप है तो यहाँ क्या हो रहा है कि गर्म गैस इनसिनरेटर से पहले सुपर हीटर पर से गुजरेगी फिर बॉयलर में गर्मी की आपूर्ति करेंगी और फिर इकोनोमाइजर के माध्यम से आखिरकार स्टैक से निकल जाएंगी तो यह अपशिष्ट तरल है जो गैस बन जाता है और निश्चित रूप से यह कम तापमान पर स्टैक में चला जाता है तो यहाँ क्या हो रहा है इसलिए मैं गर्म गैसों को उत्पन्न करने के लिए एक तरल अपशिष्ट इनसिनरेटर का उपयोग कर रहा हूं जिसका मैं पहली बार उपयोग कर रहा हूं इसलिए जैसा कि चीजें जलाई जाती हैं जैसा कि आप जानते हैं कि यह जलाई जा रही हैं क्योंकि अन्यथा यह अपशिष्ट तरल है और यह खतरनाक है इसलिए जब इसे जलाया जाता है तो यह कुछ गैसों को बनाता है जिसे या तो पर्यावरण में ले जाने से पहले पकड़ लिया जा सकता है या खुद से वे खतरनाक नहीं होती और इन्हें पर्यावरण में छोड़ दिया जा सकता है लेकिन इससे पहले क्यों न उत्पन्न की गई गर्मी का उपयोग करें क्योंकि मैंने ऊर्जा खर्च की है इसलिए निश्चित रूप से मैंने ऊर्जा खर्च की है इसलिए मैं तरल अपशिष्ट बर्नर कहूंगा तो गर्मी आपूर्ति के कारण हमारे पास ऊंचे तापमान पर गैसें है तो भाप पैदा करने के लिए इसे बेकार हीट बॉयलर में उपयोग करें जो विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है यह हीटिंग प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है या यदि यह पर्याप्त रूप से उच्च तापमान पर है तो यह बिजली उत्पादन के लिए उपयोग हो सकती हैं तो यह एक तरल अपशिष्ट इनसिनरेटर का एक उदाहरण है और अंत में हम जानते हैं कि एक इनसिनरेटर कैसे काम करता है और आखरी जो एक हम उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं वह ठोस अपशिष्ट इनसिनरेटर है लेकिन अनिवार्य रूप से काम करने के संदर्भ में बात करने के लिए वास्तव में बहुत ज्यादा उससे कुछ नहीं है जो एक अलग विन्यास में हमने यहां देखा लेकिन इनसिनरेटर में क्या हो रहा है कि ठोस पदार्थ जलाया जा रहा है और ऊंचे तापमान पर कुछ गैसें बनेंगी और गैस का इस्तेमाल आप अपशिष्ट गर्मी बॉयलर में भाप के उत्पादन के लिए कर सकते हैं या गर्म गैसों का इस्तेमाल गर्म तरल के रूप में हीट एक्सचेंजर में तरल पदार्थ को ठंडा करने के लिए किया जा सकता है जो बदले में कुछ अन्य हीटिंग एप्लिकेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है तो मैं फिर से इसे गर्म नहीं करने जा रहा हूं मैं सिर्फ स्कीमैटिक बनाऊंगा मेरे पास क्या है यह मेरा इनसिनरेटर है यह मेरा बेकार गर्मी बॉयलर है तो फिर से वही बात एक ठोस अपशिष्ट और हवा है जो दहन के लिए आवश्यक है और गर्मी स्रोत और फिर हम गैस उत्पन्न करेंगे जो एक अपशिष्ट गर्मी बॉयलर से गुजरती हैं और फिर निकास कर लेती हैं और अपशिष्ट गर्मी बॉयलर में मेरे पास पानी आ रहा है और भाप निकल रही है तो मैं कुछ शब्द लिखता हूं यह सबसे आम प्रकार का इनसिनरेटर है आपके पास नगरपालिका अपशिष्ट घरेलू अपशिष्ट औद्योगिक अपशिष्ट है तो इसका बहुत उपयोग किया जा सकता है यहां तक कि हम बायोगैस संयंत्र वगैरह को जानते हैं जो बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है अनिवार्य रूप से यह एक ही बात है अंत में हमें कुछ गर्म गैसों की आवश्यकता होती है और जहां से हम जिसे हम ऊष्मा स्रोत के रूप में उपयोग करना चाहते हैं ठीक है तो वहाँ चावल गैसीफायर संयंत्र हैं लेकिन कुल मिलाकर हमने बायोमास कनवर्टर राइस गैसीफायर के बारे में क्या बात की यह गैसीफायर ये समान हैं मेरा मतलब है कि हम केवल कुछ जलाकर गर्म गैस पैदा कर रहे हैं लेकिन इस मामले में हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि हम खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए जब आप इस ठोस कचरे को जलाते हैं तो हम गर्म गैसों का उत्पादन करते हैं जो कि अब भाप उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं कोई यह पूछ सकता है कि आप यहां थर्मल ऊर्जा या गर्मी की आपूर्ति कर रहे हैं जो कि बॉयलर में बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है हाँ बिल्कुल लेकिन फिर से याद रखें कि हमें अभी भी ठोस अपशिष्ट को जलाने की आवश्यकता है अगर हमने इसका उपयोग उस ऊर्जा का उपयोग करने के लिए नहीं किया है और सीधे बॉयलर में इसका उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से बायलर अपने आप में शायद अधिक कुशल और वह सब सामान होगा लेकिन तब क्या होता है किसी भी तरह के ठोस अपशिष्ट की आवश्यकता होती है इसलिए हम ठोस अपशिष्ट जला रहे है और फिर आप गर्म गैसों को बेकार में जाने दे रहे हैं इसमें बहुत सारी फंसी हुई ऊर्जा उपयोगी ऊर्जा है जिसे निकाला जा सकता है और जिसे कुछ उपयोगी के लिए उपयोग किया जा सकता है तो क्यों न एक बेकार गर्मी बॉयलर में भाप को गर्म करने के लिए उस गैस का उपयोग किया जाए ताकि भाप का उपयोग किसी उपयोगी उद्देश्य के लिए किया जा सके इसलिए यहां मैं जिस दूसरे बिंदु का उल्लेख करना चाहता हूं वह ठोस के मामले में है विशेष रूप से एक फ्लूइडाइसड बेड फर्नेस का अक्सर उपयोग किया जाता है इसलिए जैसा कि आप जानते हैं कि तरल पदार्थ का बेड है यह आपके पास है आपको पता है कि दानेदार कण आमतौर पर रेत है जो भट्टी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है ईंटों की रिफ्रैक्ट्री लाइनिंग के साथ और रेत या यह जो भी पाउडर या पार्टिकुलेट सामग्री को फ्लूइडाइसिंग माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है तो रेत फ्लूइडाइसिंग माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है और कचरे को आमतौर पर दहन से पहले छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है यह दहन से पहले दहन दक्षता को बढ़ाता है या हम कहें निश्चित रूप से दहन गैसों के साथ फ्लूइडाइसड बेड दहन में भेजने से पहले तो यह है कि एक ठोस अपशिष्ट इनसिनरेटर कैसे काम करता है मेरा मतलब है कि आप एक समान आरेख खींच सकते हैं जैसा कि हम तरल अपशिष्ट इनसिनरेटर के लिए बनाया था लेकिन हमने यहां जो दिखाया है वह बेशक एक स्कीमैटिक है अपशिष्ट गर्मी बॉयलर का सुपर हीटर होगा गैस पहले सुपर हीटर और फिर बायलर और फिर इकोनोमाइजर में प्रवाह के माध्यम से उड़ जाएगी और तब शायद आप एयर प्रिहीटर के माध्यम से भी उसी गैस का प्रवाह बना सकते हैं ताकि हवा इनसिनरेटर में आ जाए तो एक ही बात उसी तरह जैसे कि यह एक बिजली संयंत्र में पावर प्लांट में या बॉयलर में होता है लेकिन सिवाय इसके कि यहां गर्म गैस का स्रोत वास्तव में एक इनसिनरेटर में अपशिष्ट ठोस या ठोस अपशिष्ट का दहन होता है इसलिए इस तरह से इनसिनरेशन पर इस मॉड्यूल में हमारी छोटी चर्चा खत्म होती है इसलिए एक बार फिर संक्षेप में हमने यह कहकर शुरू किया कि इनसिनरेटर प्लांट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपशिष्ट को जलाया जाता है यह अपशिष्ट मुख्य रूप से इसका सबसे मुख्य रूप है ठोस अपशिष्ट इनसिनरेटर यह लेकिन तरल अपशिष्ट हो सकते हैं या ये गैसीय अपशिष्ट हो सकते हैं क्योंकि इन अपशिष्ट उत्पादों को पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है इसके लिए कोई अन्य उपयोगी मूल्य नहीं है उदाहरण के लिए यह जैविक कचरा नहीं है जिसे आप खाद बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं तो ये उस प्रकार के हैं जिसका कोई अन्य मूल्य नहीं है तो यह उपयोगी नहीं है और यदि इसे पर्यावरण में छोड़ दिया जाए तो खतरनाक प्रभाव पड़ सकते हैं इसलिए उन्हें जलाया जाना चाहिए इसलिए जब निश्चित रूप से इन्हें जलाते हैं तो आप ऊर्जा खर्च करते हैं लेकिन आपको अन्यथा हमारे पर्यावरण की गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करना चाहिए इसलिए हम कहते हैं कि आप जानते हैं कि अगर आपको इसे एक इनसिनरेटर में इनसिनरेट करना है तो हम गर्म गैसों को जन्म देते हैं और केवल अगर यह खतरनाक नहीं है तो इन्हें वायुमंडल में छोड़ सकते हैंया भले ही वे पहले खतरनाक हों तो इन्हें साफ करके और फिर वातावरण में छोड़ सकते हैं जो हम कह रहे हैं आइए हम थर्मल ऊर्जा को पुनर्प्राप्त करने का प्रयास करें जो इन गर्म गैसों में निहित गैसों में समाहित है जो कि इनसिनरेटर से निकल रही है जहां अपशिष्ट उत्पादों को जलाया गया है और इसका उपयोग किसी चीज के लिए किया जाता है इसलिए हमने 3 उदाहरण देखे एक धूआं इनसिनरेटर था जो एक बहुत अच्छा अवतार था जहां एक पॉलिएस्टर से या पॉलिएस्टर संश्लेषण संयंत्र से अपशिष्ट धूआं गैस को पहले इसे गर्म करने के लिए पुनरावर्ती हीट एक्सचेंजर में इस्तेमाल किया जा रहा था फिर एक इनसिनरेटर में इस्तेमाल के बाद गर्म गैसों को अपशिष्ट गर्मी बॉयलर में इस्तेमाल किया जाता है और भाप जो अपशिष्ट गर्मी बॉयलर से निकल रही थी वास्तव में पॉलिएस्टर संश्लेषण प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है तो फिर धूआं इनसिनरेटर का उदाहरण धूआं उस मामले में गैसीय मैलिक एनहाइड्राइड है जो एक हानिकारक गैस है जो उत्प्रेरक से निकलती है एक पॉलिएस्टर संश्लेषण प्रक्रिया में एन ब्यूटेन का ऑक्सीकरण से निकलती है फिर हमने देखें तरल अपशिष्ट इनसिनरेटर और ठोस अपशिष्ट इनसिनरेटर देखा यहाँ पर समग्र सिद्धांत आप जानते हैं कि यह एक इनसिनरेटर में जलाए जाते हैं और भाप बनाने के लिए गर्म गैसों का उपयोग किया जाता है तो भाप वह है जिसे हमने यहां देखा है हम अपशिष्ट गर्मी बॉयलर के बारे में बात करना बंद कर रहे हैं लेकिन यह जरूरी नहीं है कि बॉयलर ही हो आप किसी अन्य धारा को गर्म करने के लिए इसका उपयोग कर सकते है जो कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है न कि केवल पानी को भाप बनाने के लिए लेकिन कोई भी इसे हवा को गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है और गर्म हवा का उपयोग किसी कारखाने के फर्श को गर्म करने या इस शैक्षणिक भवन में कक्षाओं को गर्म करने के लिए किया जा सकता है तो यह गर्मी का एक स्रोत है जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है तो संक्षेप में इस व्याख्यान में हमने जो चर्चा की है वह है इनसिनरेटर प्लांट और अपशिष्ट ताप जो कि इनसिनरेटर प्लांट से प्राप्त होता है उसका उपयोग विभिन्न स्थानों पर इसका उपयोग थर्मल ऊर्जा को पुनर्प्राप्त करने के लिए और इसको इस्तेमाल करके बिजली बनाने के लिए भाप बनाने के लिए किया जाता है कुछ अन्य तरल पदार्थ की धारा को गर्म करने के लिए हवा को गर्म करने के लिए और इसी तरह से इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस प्रकार से हम इनसिनरेटरप्लांट से वेस्ट हीट रिकवरी पर हमारी चर्चा को समाप्त करते हैं अगली कक्षा में हम एक अलग विषय लेंगे और कुछ नया सीखेंगे